एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लैंगिक न्याय एवं कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम कोर्स ऑन जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी प्रोदीपा दुबे द्वारा राजीव गांधी बौद्धिक संपदा कानून विद्यालय राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आई आई टी खड़गपुर व्याख्यान 05 अंतर्राष्ट्रीय और संवैधानिक दृष्टिकोण इंटरनेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स हेलो प्यारे छात्रों मैं लिंग न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं स्लाइड समय संदर्भ 0031 जैसा कि हमने देखा है कि लैंगिक न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद असमानता को संबोधित करने की कोशिश करती है यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि कोई भेदभाव नहीं है जो लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच मौजूद है या महिलाओं को अधिकारों से वंचित किया गया है इसलिए लैंगिक न्याय को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए राज्य को महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयास करने होंगे अपने अवसरों और संसाधनों के संदर्भ में ताकि वे रोजगार के मामले में शिक्षा के मामले में अन्य पहलुओं के मामले में सुनिश्चित कर सकें कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है लेकिन उसे वह दिया जाता है जिसके लिए वह हकदार है अब लैंगिक न्याय प्राप्त करने के इस उद्देश्य में हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका को समझने की आवश्यकता है स्लाइड समय संदर्भ 0202 और फिर संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत पर आ रही हूं क्योंकि महिलाओं के अधिकारों और हकों के संबंध में लैंगिक न्याय की जो समझ हमारे पास है वह शायद 1945 के बाद में कई वर्षों से हुए अंतर्राष्ट्रीय विकासों से बहुत प्रभावित हुई है और वे भारत वापस आने के बाद के हैं संविधान के संदर्भ में सर्वोच्च कानून और जिस तरह से संविधान ने अधिकारों और कर्तव्यों को माना है वह इस समानता को प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक लंबा रास्ता तय कर चुका है स्लाइड समय संदर्भ 0300 अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय पहलू पर विचार कर रहे हैं तो संभवत हम संयुक्त राष्ट्र के साथ शुरू करते हैं एक निकाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक अधिकारों और समानता की अवधारणा पर वर्षों से एक जबरदस्त भूमिका और प्रभाव रहा है दशकों से इसने विभिन्न घोषणाओं विभिन्न सम्मेलनों विभिन्न विश्व अधिवेशनों के जरिये महिला अधिकारों के मुद्देमहिलाओं के खिलाफ भेदभाव के मुद्दे पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर कई कदम उठाए हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से इसने उन दायित्वों को लागू करने की कोशिश की है जिन्होंने सबसे पहले राज्य पक्षों को विभिन्न पहलुओं पर सहमत होने के लिए विभिन्न अधिकारों पर सहमत करने का प्रयास किया है उनके संबंधित अधिकार क्षेत्रों में विभिन्न अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ राज्य की पार्टियों को जिम्मेदार बनाया उन अधिकारों को सुनिश्चित रूप में हासिल करने के लिए इसलिए इसने कुछ अच्छी तरह से पूरी प्रक्रिया को इसके साथ जोड़ दिया है कि कहीं न कहीं हमारी समरूप समझ और साथ ही साथ अलग अलग राज्य दलों के बीच या राज्य के दलों के बीच एक समझौता है जो समाज में महिलाओं की स्थिति को सुरक्षित करता है जो कि कई सालों से खराब हो गई हैं और कुछ जोर देने या कुछ अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है जिससे उन्हें पुनर्जीवित किया जा सके संभवतः DT को अवधि के संदर्भ में और प्रयासों के संदर्भ में विभेदित किया जा सकता हैजिसे संयुक्त राष्ट्र ने 1945 से 1962 तक चार अलग अलग अवधियों में किया है जहां संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की समानता और स्थिति के अधिकारों को हासिल करने पर जोर दिया कानूनी रूप से इन पहलुओं पर जोर देने की कोशिश कर रहा है जिनमें प्रमुख हैं मानवाधिकार आयोग की स्थापना महिलाओं की स्थिति पर आयोग और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1963 से 75 की अवधि के दौरान विभिन्न सरकारें विभिन्न प्रकार से राज्य संयुक्त राष्ट्र के इस आह्वान का जवाब देने का प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में वे कानून नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने का प्रयास करते हैं जो इन मानवाधिकारों या महिलाओं के विरोध को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने पर अलग अलग घोषणाएँ की गई थीं फिर था 1975 में घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष आदि 1976 से 85 की अवधि के दौरान बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन पारित हुए जिन्हें CEDAW के रूप में जाना जाता था कन्वेंशन महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के पूरे रूपों को समाप्त करता है विभिन्न विश्व सम्मेलन हैं जो स्थापित किए गए थे वे सभी महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की अवधारणा पर जोर देने की कोशिश करते हैं और उन्होंने विभिन्न राज्यों के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है जिसके तहत राज्यों में इस तरह के अधिकार स्थापित किए जा सकते हैं और वे 1986 के बाद से निरंतर प्रक्रिया या अलग अलग निकायों द्वारा किए गए निरंतर प्रयास जारी हैं संस्थागत साधनों के माध्यम से और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए अतः इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हम आने वाली स्लाइड्स में हम यह देखने की कोशिश करेंगे जो कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की घोषणाएँ सम्मेलन जो उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है उन्होंने क्या कोशिश की है दायित्वों के लिए उन्होंने राज्यों पर थोपने की कोशिश की है और इस प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिति आगे करने के लिए स्लाइड समय संदर्भ 0817 अब अंतर्राष्ट्रीय विकास के साथ शुरू करने के लिए यदि हम संयुक्त राष्ट्र 1945 की प्रस्तावना को देखें तो यह मौलिक मानवाधिकारों में मानव की गरिमा और सार्थकता में पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में छोटे बड़े राष्ट्रों में विश्वास की पुन पुष्टि करता है और यही है जिसे कि प्रस्तावना रखती है और महिलाओं के अधिकारों के इस विकास के बारे में हमें कहना चाहिए कि यह मानवाधिकारों की छतरी के नीचे किया गया है जहां मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना गया हैसमाज में महिलाओं के विकास के लिए और इसलिए यूनाइटेड नेशन इस बात की पुष्टि करता है कि मानव की गरिमा और मूल्य होना चाहिए और समाज में सभी महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकारों पर हक हो स्लाइड समय संदर्भ 0918 मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 महिलाओं के अधिकारों को पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकारों को बनाने में प्रमुख उपकरणों में से एक है जो किसी भी व्यक्ति के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है अब ये कुछ बुनियादी अधिकार हैं जो स्वभाव में स्वाभाविक रूप से निहित हैं किसी व्यक्ति के मानव स्वभाव में कि इस अधिकार को अस्वीकार करना कहीं न कहीं उस मानवता या इंसानियत को नकारता है जो किसी व्यक्ति में है इसलिए कहीं न कहीं मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा उन बुनियादी मानवाधिकारों की स्थापना और पुष्टि के लिए हुई जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं तो यह जो रखता है वह यह है कि सभी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र और सम्मान और अधिकार में समान है वे तर्क और विवेक से संपन्न होते हैं और एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए तो यह यूडीएचआर का अनुच्छेद 1 है जो कहता है कि सभी मनुष्यों को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि वर्ग जाति लिंग आदि के आधार पर किसी समूह या श्रेणियों के बीच कोई अंतर नहीं है इसलिए सभी स्वतंत्र हैं सभी समान हैं और उनके पास वही अधिकार सुनिश्चित हैं उन्हें वही अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए जिसका वे गरिमा के साथ आनंद ले सकें और सभी को भाईचारे की भावना से एक दूसरे के प्रति कार्य करना चाहिए इस अर्थ में कि अधिकारों का उल्लंघन आदि को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि सभी को समाज में रहने का अधिकार है हर कोई सभी प्रकार के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए हकदार है बिना किसी प्रकार के भेदभाव जैसे कि जाति रंग लिंग भाषा धर्म जो कि अनुच्छेद 2 था जिसमें कहा गया है कि अधिकार और स्वतंत्रता को अलग नहीं किया जा सकता है और इस तरह के भेदभाव का आधार जाति रंग लिंग भाषा धर्म नहीं हो सकता है इसलिए सेक्स उन श्रेणियों में से एक है जिनका वहां उल्लेख किया गया है इसलिए इसका अर्थ यह है कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति एक महिला है सिर्फ इसलिए कि कोई एक लड़की है उस व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता को नकारा नहीं जा सकता है और इसलिए अन्य मतभेद जो कि हो सकते हैं के संबंध में भी सही है हर किसी को एक व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है जो यूडीएचआर का अनुच्छेद 3 है कानून के समक्ष सभी समान हैं और कानून के समान संरक्षण के लिए बिना किसी भेदभाव के हकदार हैं इसलिए अनुच्छेद 7 तो ये यूडीएचआर के कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जो बुनियादी पहलुओं को सुनिश्चित करते हैं जो समाज में रहने के लिए महत्वपूर्ण हैं गरिमा और सम्मान के साथ समाज में रहने के लिए इसलिए हर कोई समान है सभी को जीवन का अधिकार है हर किसी के पास खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अपनी पसंद को व्यक्त करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता है वे जो कुछ भी करते हैं उसमें उनकी स्वतंत्रता है और कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए कानून हर किसी के लिए समान होना चाहिए और वहां कानून के अमल के संबंध में किसी भी जाति रंग समूह जाति वर्ग लिंग के संबंध में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और कानून को लोगों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए इसलिए सभी कानून की समान सुरक्षा के हकदार हैं तो अगर यह एक पुरुष है या यह एक महिला है या अगर यह भाषा आदि के संदर्भ में लोगों के समूहों के बीच कुछ अन्य भेदभाव है तो कानून इन विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकता है तो कहीं कहीं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने मानवाधिकारों की मूल धारणा और अधिकारों की मूल धारणा पर फिर से जोर दिया जो समाज में रहने और गरिमा और सम्मान के साथ जीने के लिए आवश्यक हैं स्लाइड समय संदर्भ 1436 यूडीएचआर के पश्चात दो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जिन्हें पारित किया गया और वह है नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 पर अंतर्राष्ट्रीय करार और फिर 1966 के आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार आया इन दोनों ने फिर से मानव अधिकारों के मुद्दे पर जोर दिया नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का आनंद आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का आनंद लेने के लिए सभी विविध अधिकारों के हकदार हैं विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकार जैसा कि हमने पहले कहा है कि कई राष्ट्रों में पूर्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था इसलिए यह नागरिक अधिकार के आवश्यक राजनीतिक अधिकारों में से एक है जो वहां है और जिसे किसी महिला को केवल इसलिए नहीं नकारा जा सकता क्योंकि वह एक अलग लिंग से संबंधित है इसलिए सभी लोग सभी राजनीतिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों के आनंद के हकदार हैं और आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संबंध में भी यही बात सत्यतः लागू होती है इस संबंध में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर एक सम्मेलन 1953 था जिसमें विशेष रूप से महिलाओं ने यह उल्लेख किया था कि सभी चुनावों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार होगा महिलाएं भी चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं वे सार्वजनिक पद पर रहने और सभी सार्वजनिक कार्य करने की हकदार होंगी अब एक बात का उल्लेख किया जा सकता है कि ये सबसे स्वाभाविक हैं और कुछ ऐसा है जिसे समाज में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होना चाहिए लेकिन यह तथ्य कि ये उपलब्ध नहीं हैं या इसे एक समूह के लोगों के लिए नकार दिया जाता है इन अधिकारों इन सम्मेलनों या पूरी प्रक्रिया में कानूनों के माध्यम से इसे सशक्त रूप से स्थापित करना आवश्यक बना देता है इस अर्थ में कि पुरुष और महिलाएँ समान हैं कि गरिमा के बिना जीवन का उनका अधिकार कुछ ऐसा नहीं है जिसका एक विशेष उल्लेख हो समाज में रहने वाले सभी मनुष्य उन सभी के लिए हकदार हैं जो समाज में उस व्यक्ति के शांतिपूर्ण और सुखद अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए यह स्वाभाविक है कि उनके पास एक सही जीवन होना चाहिए उनके पास स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए उन्हें विकल्पों आदि का उपयोग करने का अधिकार हो हालाँकि आप जानते हैं यह तथ्य कि सभी वर्गों के लोगों को या कई या कुछ वर्गों के लोगों को इन मूल अधिकारों से समाज नकारता है जिसके लिए इसे एक विशिष्ट उल्लेख की आवश्यकता होती है और इन अंतर्राष्ट्रीय साधनों घोषणाओं आदि का महत्व है जो फिर से जोर देते हैं इसे स्थापित करने के लिए और विशेष रूप से यह बताया जाए कि यह ऐसा कुछ है जो स्वाभाविक रूप से है और उन्हें होना चाहिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उनकी गारंटी दी जानी चाहिए और कोई भी उस संबंध में कोई फर्क नहीं कर सकता है इसलिए 1953 का सम्मेलन विशेष रूप से मानता है कि आप वोट कर सकते हैं आप चुनावों में वोट कर सकते हैं चुनाव लड़ सकते हैं आप सार्वजनिक कार्यालयों में पदासीन हो सकते हैं जो कि स्वाभाविक हैं सभी ऐसा करने के हकदार हो सकते हैं लेकिन यह तथ्य कि लंबे समय से महिलाएँ इनसे वंचित थीं यह आवश्यक बनाता है कि एक विशेष उल्लेख होना चाहिए और विशेष उल्लेख राज्य दलों को यह दायित्व सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन लाया जाए जिससे महिलाओं को संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता है और हम इससे छूटे नहीं हैं स्लाइड समय संदर्भ 1911 उसके बाद 1967 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा आई 1967 में इसे अपनाया गया था और इस घोषणा में इस तथ्य को उजागर करने का प्रयास किया गया था जहां महिलाओं के साथ भेदभाव जारी था आप जानते हैं कि समाज में एक निरंतर बात थी और समाज में एक वास्तविकता थी और भले ही यूडीएचआर और आईसीसीपीआर आदि द्वारा प्रयास किए गए थे कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा था अनेक स्तरों पर उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा था और इसलिए घोषणा ने उन कुछ पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जो समाज में जारी थे कुछ प्रथाएँ जो समाज में जारी थीं और इस तरह से यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए गए थे कि उन प्रथाओं अधिकारों से इनकार को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके किसी भी काम के लिए वैवाहिक स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में उचित उपाय पेशे और रोजगार के लिए स्वतंत्र विकल्प समान पारिश्रमिक का अधिकार वेतन सेवानिवृत्ति के अधिकार के साथ रहने का अधिकार और बेरोज़गारी बीमारी बुढ़ापे इत्यादि के संबंध में सुरक्षा के लिए प्रावधान पुरुषों के जैसे समान रूप से पारिवारिक भत्ते प्राप्त करने का अधिकार इसलिए कई अन्य में से ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय निकाय राज्य निकायों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को आर्थिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर होने चाहिए ताकि वे व्यवसायों को आगे बढ़ा सकें विभिन्न रोजगार प्राप्त कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि किसी विशेष पेशे में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में या किसी विशेष क्षेत्र में रोजगार के लिए गारंटी के रूप में सभी अन्य लोगों के जैसे अधिकार मिले हैं अधिकार लाभ विशेषाधिकार किसी भी अन्य के लिए समान होना चाहिए यदि अधिक नहीं तो ये वही है जैसे हमने पहले देखा है जहां वे समान पारिश्रमिक की बात करने की कोशिश करते हैं आज भी जब भारत की बात आती है तो यह वास्तविकता नहीं है भले ही हमारे पास कानून हैं हमारे पास कहीं न कहीं नीतियां हैं जो यह विश्वास दिलाने या सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि वेतन संरचना के संदर्भ में कोई अंतर नहीं है या आप जानते हैं यह सुनिश्चित करता है कि लाभ के विशेषाधिकार के संदर्भ मेंसेवानिवृत्ति के विशेषाधिकार और अन्य लाभ जो उपलब्ध कराए जाते हैं मूल वेतन संरचना में ही कई बार यह देखा जाता है कि महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में बहुत कम प्राप्त होता है पदोन्नति के मामले में यह देखा जाता है कि महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम पसंद किया जाता है कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां प्रदान करने के संदर्भ में यह कहा जाता है कि अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में महिलाओं पर कम विश्वास रखते हैं तो इसलिए घोषणाजब यह कहती है कि रोजगार के अवसरों के मामले में समानता होनी चाहिए आप महिलाओं के संबंध में जानते हैंयह कहीं संकेत करता है कि नियोक्ता की पसंद के संदर्भ में इनमें केवल भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण या रवैये नहीं होना चाहिए और जब यह कार्यस्थल में महिलाओं बनाम पुरुषों के संबंध में आता है यह समानता के समान मानकों पर होना चाहिए कि उन्हें इस तथ्य के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए कि वह एक महिला है अथवा एक पुरुष तो इसी तरह परिवार के भत्ते या अन्य भत्ते जो महिलाओं को दिए जाते हैं छुट्टियाँ जो पुरुषों और महिलाओं को दी जाती हैं जो उन्हें दिया जाता है एक तरह का समान व्यवहार होना चाहिए इसीलिए 1967 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा की गई थी स्लाइड समय संदर्भ 2421 अब 1979 में फिर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के मुद्दे के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक आया और यह कहीं न कहीं महिलाओं के अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बिल के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मुद्दों को संबोधित करता था राज्य की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालता है राज्य के दलों के विशिष्ट दायित्वों के साथ उन विभिन्न दायित्वों को लाते हैं जिन्हें वे निर्वहन करने वाले थे और यह है कि एक महत्वपूर्ण अंतर बनाया या समाज और राज्य में महिलाओं की स्थिति और अधिकारों पर फिर से जोर देने की कोशिश की और यह 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और 1993 में भारत द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी इसलिए भारत महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने के लिए इस कन्वेंशन का एक हिस्सा है जिसे हमने प्रसिद्ध CEDAW के रूप में जाना स्लाइड समय संदर्भ 2534 अब CEDAW ने भेदभाव की इस अवधारणा को परिभाषित किया जब हम कहते हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है तो इसका क्या मतलब है इसलिए सम्मेलन भेदभाव की अवधारणा को निर्दिष्ट करता है जो भेदभाव को संदर्भित करता है बहिष्कार प्रतिबंध जो सेक्स के आधार पर किया जाता है जिसका प्रभाव या उद्देश्य महिलाओं को मिली मान्यता या आनंद को क्षीण या अशक्त करना है राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक नागरिक या किसी भी अन्य क्षेत्र में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर उनकी वैवाहिक स्थिति के बावजूद इसलिए जब हम शब्द भेदभाव की बात कर रहे हैं तो यह एक प्रकार के भेद के रूप में है जो बना है या एक प्रकार का बहिष्करण है जो बना है या एक प्रतिबंध है जो लिंगों के बीच बना है और जो अधिकारों के खंडन में है या अधिकारों के आनंद का क्षरण करता है वे अधिकार जो स्वाभाविक रूप से हैं और महिलाओं के लिए स्वाभाविक रूप से होने चाहिए या जो स्वाभाविक रूप से पुरुषों और महिलाओं के लिए उपलब्ध होने चाहिए और जो एक या दूसरे क्षेत्र में मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता से हमारे इनकार का गठन करते हैं इसलिए सेक्स पर आधारित किसी भी तरह का एक भेदबहिष्करण या प्रतिबंध और जो महिलाओं द्वारा अधिकारों की मान्यता या महिलाओं के अधिकार के साथ दखल देने या प्रभावित करने की कोशिश करता है भेदभाव की धारणा के रूप में समझा जाएगा इसलिए इन अधिवेशनों के प्रयासों से यह समझने की कोशिश की जाएगी कि राज्य पर किस प्रकार के दायित्वों को लागू किया गया था और अन्य अंतरराष्ट्रीय कदम उठाए गए हैं हम अगले व्याख्यान में संबोधित करने का प्रयास करेंगे